अब तक हमने पहले के मॉड्यूल में चर्चा की है कि किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे डिज़ाइन किया जाए अब प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में हमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा तो प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने में किस प्रकार के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं इसके लिए सीखने का सिद्धांत है सीखने के सिद्धांत में पहला सिद्धांत सुदृढीकरण सिद्धांत है लोग विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं यह सुदृढीकरण सिद्धांत वार्ता लोगों के बारे में बात करती है जो पिछले व्यवहारों के कारण उन व्यवहारों के परिणामस्वरूप प्रदर्शन करने या कुछ व्यवहार से बचने के लिए प्रेरित होते हैं इसलिए हर बार जब सजा दी जाएगी इसे नकारात्मक सुदृढीकरण सिद्धांत कहा जाता है एक अंतराल सुदृढीकरण व्यवहार भी है अंतराल सुदृढीकरण व्यवहार त्रैमासिक की तरह होता है सबसे अच्छा कर्मचारी पुरस्कार दिया जाता है जो कार्यस्थल पर उच्चतम उपस्थिति रखता है कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता का प्रदर्शन करने वाले को इनाम दिया जाएगा यह पुरस्कार हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को दिया जा सकता है यह अंतराल के साथ होगा जब पुरस्कार हर महीने या त्रैमासिक दिए जाते हैं यह अंतराल तय है उदाहरण के लिए हर तीन महीने के बाद जब पुरस्कार दिए जाते हैं तो आप पाएंगे कि यह सकारात्मक सुदृढीकरण एक विशेष व्यवहार के परिणामस्वरूप सुखद परिणाम देगा हालांकि नकारात्मक सुदृढीकरण के मामले में क्योंकि कभी कभी उस विशेष व्यवहार को नियंत्रित करना और उससे बचना महत्वपूर्ण होता है उस उद्देश्य के लिए नकारात्मक सुदृढीकरण होना चाहिए आम तौर पर एक सजा होने पर एक नकारात्मक सुदृढीकरण व्यवहार होगा तो अगर सजा है तो नकारात्मक सुदृढीकरण व्यवहार होगा मेरा सुझाव यह है कि सकारात्मक सुदृढीकरण और नकारात्मक सुदृढीकरण के बीच एक और मध्य मार्ग निहित है जिसे सुधारात्मक कार्रवाई कहा जाता है जब भी कोई नकारात्मक व्यवहार होता है तो सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक नहीं है सुधारात्मक व्यवहार आवश्यक है जब हम सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में बात करते हैं तो हमें रचनात्मक होना होगा क्योंकि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सिद्धांतों में कोई समाधान नहीं है आपको किसी व्यक्ति विशेष को आंकना होगा कि किस व्यक्ति ने क्या किया है और उसके पास किस प्रकार का व्यक्तित्व है तो यह एक नए प्रकार का सुदृढीकरण व्यवहार व्यवहार है जो एक रचनात्मक अभ्यास है क्योंकि जब आप सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जाते हैं तो आपको इस बारे में सोचना होगा कि क्या यह विशेष व्यक्ति को उसकी कार्रवाई को ठीक करने में मदद करेगा क्योंकि सामान्य रूप से सुधारात्मक कार्रवाई लागू होती है जहां नकारात्मक सुदृढीकरण उपलब्ध होता है तो एक प्रशिक्षक के रूप में और एक मानव संसाधन व्यक्ति के रूप में धैर्य रखें एक को धैर्य रखना होगा और फिर देखना होगा कि नकारात्मक सुदृढीकरण ठीक है या नहीं हमें नकारात्मक सुदृढीकरण से बचना चाहिए या यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जाना चाहिए यह व्यवहार के सुदृढीकरण में मदद करेगा एक प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से जब हम सुदृढीकरण व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो सुदृढीकरण सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने व्यवहार बदलने या तराजू को संशोधित करने के लिए प्रशिक्षक को यह पहचानने की आवश्यकता है कि सीखने वाले को क्या परिणाम सबसे अधिक सकारात्मक लगता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक सुदृढीकरण होना चाहिए मैं एक कहानी साझा करना चाहूंगा 2 भाई थे वे प्राथमिक विद्यालय में थे और फिर बड़ा भाई बहुत ईमानदार और गंभीर था और छोटा एक शरारती था लेकिन जब भी वे स्कूल जा रहे थे या वापस आ रहे थे माँ को पता चला कि बड़ा भाई खाली हाथ है लेकिन शरारती लड़के के पास चॉकलेट है तो एक दिन उसने पूछा कि यह चॉकलेट आपको किसने दी और फिर उसने कहा कि टीचर ने मुझे यह चॉकलेट दी है उसने फिर संकेत दिया जैसे उसने तुम्हें यह चॉकलेट क्यों दी यह क्या किया बच्चे ने जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं किया है शिक्षक ने उसे यह चॉकलेट दी क्योंकि वह कक्षा में शोर मचाता है शिक्षक ने तब उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा जिसके लिए उसने उसे एक चॉकलेट दी अब व्यवहार का यह सुदृढीकरण उपयोगी है जो अधिक विघटनकारी हैं जो ईमानदार हैं उन्हें पुरस्कार नहीं मिल रहा है जबकि जो विघटनकारी हैं उन्हें पुरस्कार मिल रहा है आप इस स्थिति को कैसे देखेंगे आपका जवाब क्या है लेकिन यहां सवाल यह है कि कौन अधिक सफल होगा स्वाभाविक रूप से यह बड़ा भाई है जो अधिक सफल होगा वह सफल क्यों होगा क्योंकि वह ईमानदार है वह अपनी पढ़ाई कर रहा है और इसलिए जब भी परीक्षा होगी परीक्षा में बड़े भाई अधिक अंक प्राप्त करेंगे और छोटा भाई जो शरारती है और चॉकलेट के रूप में अस्थायी पुरस्कार प्राप्त करता है लेकिन परीक्षा के समय क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया है उसे इनाम नहीं मिलेगा तो अंततः वह सिद्धांत जो अधिक परिश्रमी है जो प्रदर्शन कर रहा होगा जो शांत शांत और सामूहिक रहेगा वह सफल होगा यह थोड़े समय के लिए प्रकट हो सकता है कि वे सफल नहीं हैं और विघटनकारी लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं लेकिन यह एक अल्पकालिक है दीर्घकालिक और सच्चे अर्थों में आप पाएंगे कि जो ईमानदार हैं ईमानदारी से काम करते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं कभी कभी वे लंबे समय में असफलताओं को देख सकते हैं लेकिन वे अपने काम में मजबूत होते हैं वे प्रदर्शन करते हैं वे अपनी नौकरी को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए वे सफल होंगे इसलिए व्यवहार के सुदृढीकरण में जो ज्ञान प्राप्त करता है हमेशा एक या दो विघटनकारी लोगों के साथ एक प्रशिक्षु समूह होगा ट्रेनर को उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और फिर कभी कभी एक ट्रेनर उन्हें इस चीज़ से खुश कर सकता है लेकिन यह लंबे समय तक नहीं होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आप पाएंगे कि जो लोग ईमानदार हैं जो लोग सीखने आए हैं वे अंततः निकाल लेंगे जो महत्वपूर्ण है और वे इसे अपने कार्यस्थल पर लागू करेंगे इसलिए इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना और व्यवहार में बदलाव या संशोधन में बदलाव करना प्रशिक्षक को यह पहचानने की आवश्यकता है कि शिक्षार्थी अधिक सकारात्मक क्या पाता है और इसलिए सकारात्मक सुदृढीकरण काम करेगा लेकिन यहाँ अगर आप देखते हैं कि चीज़ सीखने वाला सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है इसलिए ट्रेनर को सख्त होना होगा दिलचस्प है कभी कभी बहुत सख्त होना भी परिणाम दे सकता है यहां हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सकारात्मक सुदृढीकरण लंबे समय तक रहेगा मैंने आपको पहले ही उस विशेष कहानी को बताकर उल्लेख किया है कि सकारात्मक सुदृढीकरण लंबे समय तक बरकरार रहेगा नकारात्मक सुदृढीकरण समय की एक छोटी अवधि के लिए रहता है और फिर बाद में विघटनकारी व्यक्ति विघटनकारी तरीके से व्यवहार करेगा इसलिए इस मामले में हमें प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में बहुत सावधान रहना होगा और हमें सकारात्मक प्रवर्तन से गुजरना होगा और विघटनकारी व्यक्तित्वों से बचने या अनदेखा करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए यह व्यक्तित्व और स्थिति है जो जिम्मेदार है जैसे प्रशिक्षु का व्यक्तित्व उसकी स्थिति और काम का माहौल ट्रेनर का व्यक्तित्व और उसकी स्थिति इन सभी कारकों को अच्छी तरह से एकीकृत करना होगा ताकि एक अनुकूल परिणाम हो सके यह न केवल प्रशिक्षु या प्रशिक्षक पर निर्भर करता है बल्कि यह पर्यावरण कानून और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है संक्षेप में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए आवश्यक दृष्टिकोण को बहुत सकारात्मक प्रबलित व्यवहार होना चाहिए फिर व्यवहार संशोधन एक प्रशिक्षण विधि है जो मुख्य रूप से सुदृढीकरण सिद्धांत पर आधारित है जो भी प्रतिभागी और परिवर्तन एजेंट हैं यह परिवर्तन एजेंट हैं जिन्हें मुख्य रूप से सुदृढीकरण सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है और फिर अगर इसके बारे में सकारात्मक नकारात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कृपया सुधारात्मक कार्यों के साथ एक को अपनाने के लिए मत भूलना अब इस सुदृढीकरण सिद्धांत के बाद एक और सिद्धांत के बारे में बात करेंगे सामाजिक शिक्षण सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोग दूसरे को देखकर सीखते हैं जो लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं जो विश्वसनीय और ज्ञानवान हैं हमारे दिनों के दौरान एक प्रवृत्ति थी कि लोग यह पूछने के लिए उपयोग करते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है आजकल की पीढ़ी कहती है कि हम खुद अपने रोल मॉडल हैं लेकिन अतीत में ऐसे रोल मॉडल थे जो विश्वसनीय और जानकार थे और फिर मुझे याद है कि बाईस साल पहले क्या हुआ था जब मैं उद्योग से शिक्षाविदों में स्थानांतरित हो गया था उस समय भी मैं ट्रेनर बनना चाहता था मेरे रोल मॉडल तब शेरू रंगनेकर थे यह मेरा नाम एस रंगनेकर पसंद करता है लेकिन यहां एस का मतलब शेरू है इसलिए विचार एक रोल मॉडल है जो विश्वसनीय और जानकार है और फिर उसके जैसे प्रशिक्षक उसे कैरियर मार्ग में ले जाना चाहते हैं इस मामले में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोग एक दूसरे का निरीक्षण करें और वह सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है मैंने उनके एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और पाया कि उनका व्यक्तित्व गतिशील है इस तरह उन्होंने उसे प्रेरित किया और मैंने प्रशिक्षण जारी रखा इसलिए यहाँ हम जान सकते हैं कि सामाजिक शिक्षा लागू है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत भी उस व्यवहार को पहचानता है जिसे प्रबलित किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से जब हम इन मॉडलों को अपना रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम बार बार प्रकृति की बातें कर रहे हैं मैंने गैसिम नागदा के साथ 95 में कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया यह लगभग तेईस साल पहले की बात है जब मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन शुरू किया था हालाँकि मैं श्रीराम और रेमंड में एक आंतरिक प्रशिक्षक था लेकिन इसके अलावा जब मैं शिक्षाविदों में स्थानांतरित हो गया तब ये विशेष रूप से दोहराया व्यवहार था जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि शिक्षाविद की भूमिका शोध और प्रशिक्षण का संचालन परियोजनाएं और प्रशासन करना है तो यह भूमिका थी कि सुदृढीकरण या इनाम प्रणाली होनी चाहिए और इनाम प्रणाली बेहतर है जैसा कि लोगों को व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार सीखना व्यक्ति की आत्म प्रभावकारिता से भी प्रभावित होता है पहले भी मैंने आत्म प्रभावकारिता के बारे में उल्लेख किया था अब आप देखते हैं कि जब भी हम प्रेरणा के बारे में बात करते हैं तो प्रेरणा और आत्म प्रभावकारिता के बीच एक मजबूत रिश्ता होता है आत्म प्रभावकारिता एक व्यक्तिगत निर्णय है कि क्या वह सफलतापूर्वक ज्ञान और कौशल सीख सकता है तो उच्च आत्म प्रभावकारिता का मतलब है कि वह अपने दम पर ज्ञान और कौशल को सफलतापूर्वक सीख सकता है क्योंकि वह अपने दम पर कर रहा है आत्म प्रभावकारिता बहुत अधिक है अब क्यों कुछ लोगों में उच्च आत्म प्रभावकारिता है और कुछ लोगों में कम आत्म प्रभावकारिता है क्यों कुछ लोगों का मानना है कि वे सफलतापूर्वक ज्ञान और कौशल सीख सकते हैं जबकि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं वे ज्ञान और कौशल नहीं सीख सकते हैं कौन से कारक जिम्मेदार हैं क्या यह आनुवंशिकता है अगर दो भाई हैं और एक को लगता है कि वह सफलतापूर्वक ज्ञान और कौशल सीख सकता है जबकि दूसरा महसूस करता है कि वह ज्ञान और कौशल सीखता है तो जो चीज उन्हें अलग बनाती है वह है पर्यावरण और स्थिति दोनों भाई एक अलग वातावरण स्थितियों और समाजों से आते हैं उनके दोस्त अलग हैं समाज अलग है लेकिन परिवार एक ही है परिवार दोस्त और समाज पर्यावरण और सामाजिक परिवेश का एक हिस्सा बनते हैं परिवार समान है लेकिन दोस्त और समाज अलग हैं इस मामले में दोनों भाई एक ही परिवार से आते हैं लेकिन उनकी आत्म प्रभावकारिता शायद उच्च और निम्न है और यह पर्यावरण के साथ बातचीत पर निर्भर करता है और सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार यह किसी व्यक्ति की आत्म प्रभावकारिता से प्रभावित होता है इसलिए कोई भी सीख सकता है या नहीं सीख सकता है जो आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है जो किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है और यह सामाजिक शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा है यही कारण है कि हमारे माता पिता कहते रहते हैं कि अच्छे दोस्त और अच्छी कंपनी रखें लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी में हैं तो लोग आपसे नहीं सीख सकते बल्कि आप दूसरे लोगों से सीखेंगे तो इसके बारे में सावधान रहें तो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत बताता है कि चार प्रक्रियाएं शामिल हैं जो ध्यान प्रतिधारण मोटर प्रजनन और प्रेरक प्रक्रिया सीख रही हैं इसलिए बचपन के स्कूल के दिनों से हमें अपने समाज के बारे में ध्यान देना चाहिए हमारा परिवेश क्या है हमारे चाचा और चाची कैसे व्यवहार कर रहे हैं हमारे माता पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं हमारे पड़ोसी कैसे व्यवहार कर रहे हैं हमारे मित्र कैसे व्यवहार कर रहे हैं उस उम्र में हमारा दिमाग बहुत उत्सुक होता है और हमारा पूरा ध्यान टिप्पणियों पर होता है हम बीच कीउम्र भूल सकते हैं लेकिन बचपन की यादें बनी रहती हैं फिर प्रतिधारण अधिक है और जब हम इसे बनाए रख सकते हैं तो यह हमारे व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा और इसे मोटर प्रजनन कहा जाता है तो उच्च ध्यान है और अधिक प्रतिधारण है और अधिक मोटर प्रजनन होगा कुछ पहलू उच्च क्यों हैं जबकि कुछ निम्न हैं उत्तर प्रेरक है हम बचपन में कई चीजों का पुनरुत्पादन नहीं कर पाते हैं लेकिन उनमें से कुछ जो हमें पसंद और प्रेरित महसूस हुए थे वे पुन पेश करने में सक्षम हैं और इसलिए जिसके परिणामस्वरूप यह विशेष प्रजनन हमेशा होता है लेकिन यह केवल बचपन का मामला नहीं है सीखना एक सतत प्रक्रिया है जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हैं प्रशिक्षु और शिक्षार्थी भी वहां होते हैं जो सीखते हैं वे सहकर्मी समूह और अन्य प्रशिक्षुओं से सीखते हैं जो उनके साथ हैं वे उनसे सीखते हैं कि वे कैसे कर रहे हैं सकारात्मक नकारात्मक उच्च आत्म प्रभावकारिता कम आत्म प्रभावकारिता तो एक व्यक्ति को फ़िल्टर करना है अगर अच्छा है या बुरा है तो मन को फ़िल्टर करना होगा चूंकि दोनों परिदृश्य समाज में हैं हमें निस्पंदन को अपनाना और तय करना है इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि निस्पंदन कैसे किया जाता है और हमें क्या प्रेरित करता है और फिर यह प्रेरणा कैसे है यहाँ यह लक्ष्य सिद्धांत चित्र में आता है लक्ष्य सिद्धांत में लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत मानता है कि व्यवहार व्यक्ति के विवेक लक्ष्यों और इरादों से उत्पन्न होता है लक्ष्य क्या है ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है स्कूल के दिनों में यह पूछा गया था कि आप क्या विशेषज्ञता लेना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं गणित विज्ञान वाणिज्य ले लो या आप कला जीव विज्ञान या गणित लेना चाहते हैं ये सभी शाखाएं हैं आप क्या बनना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या है दिलचस्प रूप से बहुत से लोग यहां तक कि बाद की उम्र में भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं कि उनका लक्ष्य क्या है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे जीवित क्यों हैं यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मैं लक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूं जो कि 50 और 55 के जीवन स्तर पर है जब बच्चे स्वतंत्र होते हैं और वे आपसे दूर होते हैं अब सवाल यह उठता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है अब आप क्या करना चाहते हैं और यदि व्यक्ति स्पष्ट है कि वह क्या करना चाहता है तो वह बाकी के साल खुशी से बिताएगा लेकिन जीवन के एक निश्चित चरण के बाद जब परिवार के लिए कुछ नहीं करना है और कोई दिनचर्या नहीं है तो कोई लक्ष्य नहीं है कोई उद्देश्य नहीं है और कोई चुनौती नहीं है तब उस स्थिति में व्यक्ति रूचि खो देगा और फिर यह उस सीमा तक जा सकता है कि वे पूछेंगे कि मैं जीवित क्यों हूं और किस उद्देश्य से हूं इसलिए इसलिए यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के पास एक लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत होना चाहिए कई लोगों के पास सेवानिवृत्ति के लक्ष्य हैं आपकी सेवानिवृत्ति के पेशेवर लक्ष्य लेकिन कई लोग उनकी दूसरी पारी होती है जो रिटायरमेंट के बाद लक्ष्य होती है और वे उसी के लिए काम करते हैं और वे उसी के लिए योजना बनाते हैं इसलिए सेवानिवृत्ति से पहले वे इस पर काम करेंगे इस मामले में यह लक्ष्य होगा क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है यह वह दिशा प्रदान करता है जो मुझे चाहिए मैं यह विशेष पद चाहता हूं मैं एक विशेष दर्जा चाहता हूं मैं एक विशेष उपलब्धि चाहता हूं जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक वह व्यक्ति बेचैन महसूस करेगा वह तब तक आराम करने की स्थिति में नहीं होगा जब तक कि उस लक्ष्य को एक निश्चित आयु तक प्राप्त नहीं किया जाता है लेकिन जब अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं और एक बार हासिल हो जाते हैं तो अगले बड़े सवाल क्या होंगे क्योंकि लक्ष्य ऊर्जा और ध्यान को निर्देशित करते हैं समय के साथ निरंतर प्रयास जैसे कि मैं यह होना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति को रणनीति विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए जैसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं मुझे क्या करना चाहिए मैं कैसे योगदान कर सकता हूं मैं इस कठिन मील का पत्थर कैसे प्राप्त कर सकता हूं और यह चुनौती कैसे है पूरा करना वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न रणनीतियों का विकास करते हैं शोध बताते हैं कि विशिष्ट चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन होता है कम्फर्ट ज़ोन बेहतर प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ परिणाम और चमत्कार नहीं बनाता है यह आराम से नहीं आता है यह चुनौतियों से आता है अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति बेहतर प्रदर्शन होगा और जो भी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो जीवन को जारी रखना चाहिए अगर सब कुछ है और कुछ भी नया नहीं होता है तो जीवन में कोई आकर्षण नहीं होगा इसलिए प्रशिक्षुओं को बताया जाएगा कि आप जीवित हैं चुस्त हैं और जीवन में उस विशेष चुनौती को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त सतर्क हैं जो लोग अधिक चुस्त सक्षम नहीं हैं वे काम के प्रदर्शन में रुचि नहीं लेते हैं और अपने प्रदर्शन के बारे में चिंतित नहीं हैं वे वही होंगे जो किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे उनके लिए जीवन में कोई चुनौती नहीं है लेकिन अगर कोई चुनौती नहीं है तो कोई लक्ष्य नहीं है और अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई चुनौती नहीं है ऐसे मामलों में जीवन बेकार हो जाता है और यही समस्या है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन में किया जाता है जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करते हैं तो लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षुओं को विशिष्ट चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ सीखने की सुविधा प्रदान की जा सकती है अंत में वे उस विशेष लक्ष्य और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षुओं द्वारा देखा जाना चाहिए विशेष रूप से लक्ष्यीकरण सिद्धांत के प्रभाव को प्रशिक्षण पाठ योजनाओं के विकास में देखा जा सकता है और इसलिए जब भी हम प्रशिक्षण पाठ योजनाओं को डिज़ाइन कर रहे हैं तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होने चाहिए आपके पास असाइनमेंट में चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी होंगे और वे असाइनमेंट इस प्रकार के मॉडल पर आधारित होंगे आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा और उन असाइनमेंट को हल करना होगा लेकिन वे कैसे प्रेरित महसूस करेंगे बहुत लंबे समय तक चलने वाले सिद्धांत हैं जो आवश्यकता सिद्धांत हैं कौन प्रेरित होगा और किसे आवश्यकता है इससे पहले भी मैंने उल्लेख किया था कि जब तक और जब तक आवश्यकता होगी तब तक व्यक्तिगत कदम नहीं उठाया जाएगा इसलिए एक आवश्यकता की कमी है जो एक व्यक्ति किसी भी समय अनुभव कर रहा है जैसे मेरे पास यह होना चाहिए फिर उसे इस कमी की भावना है इस मामले में यह व्यक्ति प्रेरित महसूस नहीं करेगा आवश्यकता किसी व्यक्ति को कमी को पूरा करने के लिए व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक कहानी है जो इस बारे में बात करती है कि एक व्यक्ति बेकार बैठा है और दूसरा व्यक्ति आया और उससे पूछा कि वह इस तरह क्यों बैठा है उस आदमी ने जवाब दिया कि उसे क्या करना चाहिए फिर उसने कहा कि उसे दिन रात उसी की तरह मेहनत करनी चाहिए और जैसा वह हासिल कर रहा है उसे हासिल करो पहले आदमी ने तब जवाब दिया कि वह आराम करना चाहता है और आराम से अपना जीवन जीना चाहता है आप इतने सारे काम कर सकते हैं और फिर भी आराम से रह सकते हैं यहां एक बड़ा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अपनी कमी को कैसे पूरा करता है कृपया समझें कि इस कहानी की आलोचना एक ऐसा तरीका है जिसका अर्थ है कि जब तक एक विशिष्ट तरीके को नहीं अपनाया जाता है तब तक व्यक्ति प्रेरित महसूस नहीं करेगा और जब तक यह व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा तब तक वह बाकी लोगों से उसकी तुलना करता रहेगा आवश्यकता सिद्धांत से पता चलता है कि सीखने को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षक को प्रशिक्षुओं की ज़रूरत की पहचान करनी चाहिए यही वे चाहते हैं जो उनके लिए उपयोगी होगा और संवाद करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे संबंधित है यही है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री जरूरतों के अनुसार होगी यह विशेष पाठ्यक्रम जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि वास्तव में प्रशिक्षण शिक्षा विकास और मूल्यांकन का क्या मतलब है और संगठन में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान कैसे करें और फिर उस विशेष टेम्पलेट को कैसे डिज़ाइन करें और फिर इन सिद्धांतों और कार्यक्रमों को कैसे एकीकृत किया जाना है अब तक हमने इस मॉड्यूल तक बहुत चर्चा की है इसके अलावा जब तक कि प्रशिक्षुओं की कुछ बुनियादी जरूरतें शारीरिक और सुरक्षा जरूरतों की तरह पूरी नहीं होतीं तब तक उन्हें सीखने के लिए प्रेरित होने की संभावना नहीं है प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अच्छे भोजन की व्यवस्था करना अच्छा है ऐसा नहीं है कि वे भोजन के लिए आ रहे हैं लेकिन सवाल एक सम्मानजनक है और प्रशिक्षुओं द्वारा उचित सम्मान की आवश्यकता है ठहरने के लिए उचित भोजन और उचित आवास की भी आवश्यकता है प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं के लिए आरामदायक होना चाहिए ताकि वे सीख सकें यदि वे असहज हैं तो उनकी शारीरिक जरूरत और सुरक्षा की जरूरतें पूरी नहीं होंगी और इस तरह वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे जो कि मुख्य उद्देश्य है बहुत सारी चीजों को सिद्धांतों की आवश्यकता के बारे में कहा जा सकता है लेकिन मूल रूप से हम प्रशिक्षण के साथ आवश्यकता सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसलिए मैं केवल वहीं तक सीमित रहूंगा तो अब हम अगले सिद्धांत पर आएंगे और वह है प्रत्याशा सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताती है कि एक व्यक्ति का व्यवहार तीन कारकों पर आधारित होता है जो प्रत्याशा साधन और वैधता हैं और इसलिए यह एक प्रदर्शन करने की कोशिश के बीच की कड़ी के बारे में विश्वास है व्यवहार और वास्तव में प्रदर्शन जिसे प्रत्याशा कहा जाता है इसलिए सभी को कुछ निश्चित प्रत्याशा हो रही है चाहे वह एक बेहतर या अधीनस्थ हो दोनों के लिए निश्चित प्रत्याशा हो और इसलिए ये विशेष अपेक्षाएं हैं जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं प्रत्याशा आत्म प्रभावकारिता के समान है और प्रत्याशा सिद्धांत में एक धारणा है कि किसी दिए गए व्यवहार को करना एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना विशेष परिणाम से जुड़ा हुआ है उदाहरण के लिए आप अपनी नौकरी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे जब आप उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे और जिसे साधन कहा जाता है

उस मामले में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जो अपेक्षित है वह सीख रहा है जिसे साधन कहा जाता है और वैलेन्स क्या है एक मूल्य है जो एक व्यक्ति को एक परिणाम के रूप में मिलता है इसलिए यह काम पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है इसका मतलब है कि मुझे नौकरी करने की आपकी उम्मीद के तहत क्या करना है वहां से आप इस विशेष साधन के लिए आते हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है और वैलेंस कहता है कि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रदर्शन क्या करते हैं यह प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में बात करता है कि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करते समय अपेक्षा को समझने की कोशिश करें कि उपकरण को समझने के लिए कि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे समझेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके कार्यस्थल पर लौटने के बाद यह उपयोगी हो और इस तरह से वैधता हो प्रदर्शन के प्रयासों के साथ प्रत्याशा चल रही है प्रशिक्षु में सीखने की क्षमता है और क्या प्रशिक्षु विश्वास करता है कि वह सीख सकता है साधन प्रदर्शन के परिणाम से संबंधित है और प्रशिक्षु का मानना है कि प्रशिक्षण के परिणाम वादे को पूरा किया जाएगा परिणामों की वैधता और मूल्य मान प्रशिक्षण से संबंधित परिणाम हैं प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से प्रत्याशा सिद्धांत बताता है कि सीखने की संभावना सबसे अधिक होती है जब कर्मचारी मानते हैं कि वे कार्यक्रम की सामग्री सीख सकते हैं तो एक विश्वास है कि वे एक उद्देश्य के साथ आए हैं वे कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि वे इस पाखंडी कार्यक्रम से सीख सकते हैं यह सीखने के परिणाम से जुड़ा हुआ है जैसे कि बेहतर नौकरी प्रदर्शन या वेतन वृद्धि क्योंकि बेहतर नौकरी प्रदर्शन इनाम प्रणाली मान्यता या सहकर्मी मान्यता इंस्ट्रूमेंटैलिटी में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है और कर्मचारी इन परिणामों को महत्व देते हैं जब कर्मचारी वापस आते हैं तो नियोक्ता इन परिणामों का मूल्य रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप वे बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं मैल्कम नोल्स सबसे अधिक बार वयस्क सीखने के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है नॉल्स का मॉडल कई मान्यताओं पर आधारित है और ज्यादातर वयस्क सीखने के बारे में बात करता है पिछले व्याख्यान में मैंने चर्चा की है कि वयस्क शिक्षा कैसे लागू होती है और यह कुछ हद तक मध्य और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है वयस्कों को स्व निर्देशित होने की आवश्यकता होनी चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्तर पर कोई भी संतुष्ट महसूस कर सकता है यह ठीक है मैंने काफी कुछ सीखा है मैं इस स्तर पर हूं कि स्व निर्देशित होने और अधिक सीखने की आवश्यकता नहीं है वयस्क सीखने की स्थिति में काम से संबंधित अधिक अनुभव लाते हैं और उस स्थिति में जब वे सीखने की स्थिति में अनुभव से संबंधित होने में सक्षम होते हैं तो वे बेहतर स्थिति में होंगे तो उस मामले में वे सीखने की समस्या केंद्रित दृष्टिकोण से गुजर सकते हैं वयस्कों को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रेरकों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है इस मामले में हमेशा एक विशेष उम्र और चरण में सीखने की आवश्यकता होती है या एक आंतरिक इच्छा होती है इसलिए यह प्रेरक कारकों के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं यदि दोनों प्रकार के बाहरी कारक और आंतरिक कारक हैं तो वे इस विशेष प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जाएंगे विशेष रूप से विकासशील प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए वयस्क शिक्षण सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई कार्यक्रमों के लिए दर्शकों को वयस्क होना पड़ता है और इसलिए अधिकांश ने औपचारिक शिक्षा सेटिंग में अपना अधिकांश समय नहीं बिताया है अब यह उन वयस्कों से संबंधित है जिन्होंने संपूर्ण को औपचारिक शिक्षा सेटिंग नहीं दी है उदाहरण के लिए वरिष्ठ इंजीनियर जो एमबीए कोर्स से नहीं गुजरे हैं बाद में वे प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना चाहते हैं जो प्रबंधकीय कौशल को विकसित करने में मदद करेगा वे इस तरह के औपचारिक शैक्षिक सेटिंग्स के लिए अधिक समय बिताएंगे और उनमें से कुछ पीएचडी के लिए भी जाएंगे तो यह सब इस विशेष मॉड्यूल में माना जाएगा इसलिए इस मॉड्यूल में ये सभी पहलू हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कैसे डिज़ाइन किया जाए और किसी विशेष टेम्पलेट को डिज़ाइन करते समय किस प्रकार के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए तो यह सिद्धांतों के संबंध और प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने के बारे में है